नमस्कार इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे हम राउटिंग प्रोटोकॉल पर चर्चा कर रहे हैं इस समग्र नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य इंटरनेट में एक नोड से दूसरे नोड के लिए एक पैकेट है और यह कई राउटर पर जा सकता है दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं एक वह है जो रूट किया जा रहा है उसका मतलब पैकेट के बारे में है जिसे रूट किया जा रहा है एक और यह है कि यह मार्ग कैसे संभव है और यह मार्ग कैसे होता है दूसरे अर्थ में यदि आप याद करते हैं कि प्रत्येक राउटर या मध्यवर्ती मार्ग में हर राउटर एक राउटिंग टेबल बनाए रखता है यदि पैकेट इस विशेष गंतव्य के लिए है तो यह राउटर के इस विशेष इंटरफ़ेस का पालन करेगा दूसरे अर्थ में हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल मुख्य रूप से इस राउटिंग टेबल को अपडेट करने का लक्ष्य रखते हैं इस राउटिंग टेबल को कभी कभी फ़ॉरवर्डिंग टेबल भी कहा जाता है इसलिए अगर मुझे ऐसे गंतव्य के साथ एक पैकेट मिलता है तो मुझे इस विशेष नेटवर्क को अग्रेषित करने की आवश्यकता है यही मेरा उद्देश्य है उदाहरण के लिए यदि मेरे पास अलग अलग क्रॉसिंग के साथ एक सड़क नेटवर्क है और प्रत्येक क्रॉसिंग एक फारवर्डर या राउटर के रूप में कार्य करता है फिर क्रॉसिंग पर ट्रैफिक व्यक्ति आपको यह बताने में मदद कर सकता है कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए या क्या होना चाहिए अगर मैं किसी विशेष गंतव्य पर जाना चाहता हूं इस प्रयोजन के लिए ट्रैफ़िक कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को अपडेट करने की आवश्यकता है या आप कह सकते हैं कि प्रत्येक राउटर को एक टेबल बनाए रखना चाहिए जिसे लुकअप टेबल या फ़ॉरवर्डिंग टेबल कहा जाता है तो किसी विशेष गंतव्य के लिए राउटर यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि यह नेटवर्क होना चाहिए तो जो प्रोटोकॉल इंटर नेटवर्किंग के दौरान पैकेटों को अग्रेषित या राउटिंग करने में मदद करता है उसे राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है इसके बाद ऑटोनोमस सिस्टम्सस्वायत्त प्रणालियों की एक अवधारणा है यह नेटवर्क का एक समूह है या मेजबानों और आवश्यक कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल और इसी तरह पूरे नेटवर्क का एक हिस्सा है ये स्वायत्त प्रणाली आमतौर पर एक संगठनात्मक या प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती हैं उदाहरण के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ साथ कई नेटवर्क राउटर होस्ट प्रोटोकॉल और कनेक्टिविटी वगैरह एक स्वायत्त प्रणाली बनाते हैं इसका मतलब है कि नेटवर्क के अंदर कई चीजें एक स्वायत्त प्रणाली बनाती हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क के समग्र नेटवर्किंग को स्वायत्त प्रणाली या एएस के रूप में लोकप्रिय कहा जाता है बहुत एएस के पास एक अद्वितीय संख्या है ताकि इसे पहचाना जा सके कुछ पैकेटों को एएस के भीतर रूट करने की आवश्यकता होती है और कुछ पैकेटों को एएस के बाहर रूट करने की आवश्यकता होती है मान लीजिए आप किसी स्रोत से गंतव्य के लिए एक डेटा भेज रहे हैं तो गंतव्य उस AS के भीतर हो सकता है या वह अलग एएस में हो सकता है तो इसके लिए हमें या तो इंट्रा डोमेन राउटिंग की आवश्यकता होती है जो कि स्थानीयकृत है या इंटर डोमेन राउटिंग जो कि वैश्वीकरण है एक एल्गोरिथ्म दोनों के लिए काम कर सकता है लेकिन स्केलेबिलिटी और समय जटिलता वगैरह के मुद्दे हैं एक छोटा नेटवर्क पूरे इंटरनेट को प्रबंधित करने की तुलना में प्रबंधित करना बहुत आसान है दूसरे यह कि इंटरनेट ज्यादातर सहयोग के आधार पर काम करता है पूरे इंटरनेट पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता है आप एक सतह पर पूरा इंटरनेट नहीं चला सकते हैं इसलिए जैसा कि हमने पिछले वर्ग में इंट्रा डोमेन राउटिंग शुरू किया था हम इसे जारी रखेंगे मुख्य रूप से इंट्रा डोमेन राउटिंग में दो प्रकार के राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं एक डिस्टेंस वेक्टर है और दूसरा लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है स्थिर मार्ग प्रोटोकॉल में स्थिर मार्ग निर्दिष्ट किए जाते हैं लेकिन गतिशील मार्ग प्रोटोकॉल में मार्ग गतिशील हैं हमारे पास दो प्रकार के राउटिंग प्रोटोकॉल हैं इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन इंट्रा डोमेन में दो प्रकार होते हैं एक डिस्टेंस वेक्टर है दूसरा लिंक स्टेट विधि है डिस्टेंस वेक्टर का एक बहुत लोकप्रिय प्रोटोकॉल राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या RIP है और लिंक स्टेट का लोकप्रिय प्रोटोकॉल OSPF प्रोटोकॉल है इंटर डोमेन राउटिंग के लिए हमारे पास पाथ वेक्टर राउटिंग विधि है पाथ वेक्टर राउटिंग विधि का एक बहुत लोकप्रिय प्रोटोकॉल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल या बीजीपी है तो आज की चर्चा मुख्य रूप से डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल पर होगी स्थिर मार्ग प्रोटोकॉल में मार्ग स्थिर होते हैं स्थिर मार्ग क्रमादेशित परिभाषाओं या पहले से परिभाषित मार्गों का उपयोग करता है डायनामिक रूट एल्गोरिदम राउटर को नेटवर्क में स्वचालित रूप से पथ को खोजने और बनाए रखने की अनुमति देता है इन प्रोटोकॉल के बीच का अंतर वे जिस तरह से खोजते हैं और गंतव्य के मार्गों की गणना करते हैं इसलिए इसका उद्देश्य हर राउटर की राउटिंग टेबल को अपडेट करना है जैसे कि पैकेट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है राउटिंग प्रोटोकॉल मापदंड पर भिन्न होते हैं कि 1 वे इन मार्गों की खोज कैसे करते हैं और 2 वे नए मार्गों आदि की गणना कैसे करते हैं यह आवश्यक है क्योंकि इंटरनेट एक गतिशील घटना है मार्गों को गतिशील रूप से जोड़ा या हटाया जाता है और दूसरी बात यह एक प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है इसलिए प्रत्येक राउटर को गतिशील रूप से अपनी राउटिंग तालिका को अपडेट करने की आवश्यकता होती है एक उपयुक्त इंट्रा डोमेन राउटिंग को बनाए रखने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट विधि है और अंतर डोमेन विधि के लिए हमारे पास पाथ वेक्टर विधि है एक और प्रोटोकॉल है जिसे हाइब्रिड प्रोटोकॉल कहा जाता है यह कोई नया प्रोटोकॉल नहीं है लेकिन यह ज्यादातर किसी प्रकार के मालिकाना या अधिक विनियमित परिदृश्य में उपयोग किया जाता है डिस्टेंस वेक्टर में इंटरनेटवर्क में प्रत्येक राउटर अपने पड़ोसी से स्वयं की दूरी या लागत को बनाए रखता है यह अधिक स्थानीय है एक राउटर केवल अपने पड़ोसियों के बारे में लागत के साथ जानकारी को बनाए रखता है और साझा करता है इस लागत को दूरी कहा जाता है छोटी लागत से दर्शाया गया मार्ग गंतव्य तक पहुंचने का पसंदीदा मार्ग बन जाता है यदि किसी गंतव्य के लिए एक से अधिक पथ हैं तो न्यूनतम लागत पथ लिया जाएगा और इन सूचनाओं को एक डिस्टेंस वेक्टर तालिका में बनाए रखा जाएगा तालिका को समय समय पर प्रत्येक पड़ोसी राउटर के साथ साझा किया जाता है और प्रत्येक राउटर इस विज्ञापन को सर्वोत्तम पथ निर्धारित करने के लिए संसाधित करता है प्रत्येक राउटर में एक स्थानीय जानकारी और उसके पड़ोसी के बारे में लागत होती है और इसे आगे साझा किया जाता है और पड़ोसी राउटर अपनी राउटिंग टेबल को सुनते हैं और अपडेट करते हैं विज्ञापन की एक विशिष्ट अवधि है यह हर 30 सेकंड और ऐसा हो सकता है इसके साथ ही अगर नेटवर्क में कोई बदलाव होता है तो उसका विज्ञापन किया जाएगा इन इनपुट और पहले से उपलब्ध मार्गों के आधार पर राउटर अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करता है और इस तरह की कानाफूसी पूरे इंटरनेट या पूरे स्वायत्त तंत्र में हो जाती है लिंक स्टेट में प्रत्येक राउटर सीधे लिंक किए गए सभी नेटवर्क और लिंक की संबंधित लागत की एक सूची का विज्ञापन करता है या यह पूरे नेटवर्क या नेटवर्क के हिस्से को स्वायत्त प्रणालियों में देखने की कोशिश करता है यह नेटवर्क में अन्य राउटर के साथ लिंक स्टेट विज्ञापनों या LSA के आदान प्रदान के माध्यम से किया जाता है इन विज्ञापनों का उपयोग करके प्रत्येक राउटर एक डेटाबेस बनाता है जिसमें वर्तमान नेटवर्क टोपोलॉजी होती है प्रत्येक राउटर में टोपोलॉजी डेटाबेस समान है दूसरे अर्थ में प्रत्येक राउटर नेटवर्क स्थिति या चित्र को नेटवर्क के बाकी हिस्सों में विज्ञापित करता है और यह अपडेट होता रहता है किसी भी समय राउटर के पास अपने डोमेन या उस क्षेत्र के अंतर्गत नेटवर्क की एक ही तस्वीर होती है जहां वह रहता है इसमें एएस की पूरी तस्वीर है जहां वह रहता है इन बातों के आधार पर यह गणना करता है कि गंतव्यों तक कैसे जाना है यहाँ यह नेटवर्क की एक वैश्विक तस्वीर है पाथ वेक्टर यह कुछ हद तक डिस्टेंस वेक्टर के समान है लेकिन बिल्कुल नहीं लेकिन इस विधि में गंतव्य और गंतव्य की दूरी के आधार पर विज्ञापन नहीं किए जाते हैं यह अगले नेटवर्क से चिंतित नहीं है लेकिन यह गंतव्य तक पहुंचने के मार्ग से संबंधित है बाद में हम बीजीपी और ऑटोनॉमस सिस्टम के निर्धारित सेट के बारे में बात करेंगे जो राउटर को विशेष गंतव्य तक पहुंचने के लिए पास करने की आवश्यकता है अगर यह इंटर डोमेन राउटिंग है और अंत में हाइब्रिड प्रोटोकॉल जो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों की सकारात्मक विशेषताओं को संयोजित करने का प्रयास करता है तो हाइब्रिड प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले नेटवर्क अधिक तेज़ी से अधिक नेटवर्क कवर करने के लिए जाते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि इस प्रकार की चीजों को बनाए रखने के लिए आपको कुछ और हार्डवेयर या संसाधन सहायता की आवश्यकता होती है अधिकांश मामलों में जहां आपके पास अधिक नियंत्रित वातावरण या मालिकाना वातावरण है तो यह बहुत उपयोगी हो सकता है तो इस प्रकार के मामलों में इसका पालन किया जा सकता है इसलिए ये प्रोटोकॉल संभावित रूप से लिंक स्टेट अपडेट और डिस्टेंस वेक्टर विज्ञापन की लागत को कम करते हैं और एक अनुकूलित पथ बनाने का प्रयास करते हैं हमारे पास एक विशिष्ट परिदृश्य है जैसे कि अलग अलग राउटर ए बी सी डी आदि से जुड़े विभिन्न नेटवर्क हैं अब मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पर चर्चा करूंगा नोड A पूरे नेटवर्क के बारे में ज्ञान को B E और F से समय समय पर साझा करता है इसी तरह नोड B समय समय पर A और C के लिए पूरे नेटवर्क के बारे में अपना ज्ञान साझा करता है इसलिए हर नोड अपने पड़ोसी को पूरे नेटवर्क का ज्ञान साझा करता है किसी तरह की फुसफुसाहट अपने पड़ोसी के साथ की जाती है इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि यह पूरे नेटवर्क को कवर न कर दे डिस्टेंस वेक्टर विधि का एक और उदाहरण देखें जिसमें प्रत्येक नोड अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ या तो समय समय पर या जब कोई परिवर्तन होता है तो अपनी राउटिंग टेबल या नेटवर्क के बारे में ज्ञान साझा करता है इसलिए समय समय पर हर विशिष्ट समय अवधि के बाद टी का मतलब है और जब कोई परिवर्तन होता है यदि कोई परिवर्तन होता है तो यह A B C Dइत्यादि जैसे नोड्स की सूचनाओं का भी आदान प्रदान करता है A को इस बात का ज्ञान है कि A से A तक की लागत 0 से A से B 5 है A से C में 2 है A से D में 3 है और A से E में 6 है अब A से E में C से 6 है अगला पड़ाव सी है रिक्त का मतलब है कि या तो यह स्वयं नोड है या तत्काल पड़ोसी है यदि आप D की तालिका देखते हैं तो आप उस लागत को D से A तक घटा सकते हैं 3 लेकिन B पर जाने के लिए A से गुजरना होगा लेकिन डी से बी के लिए अगला पड़ाव ए है लागत के आधार पर रास्ता ए सी बी के माध्यम से भी हो सकता है जैसे नोड C के लिए A और फिर C से गुजरना पड़ता है उसी तरह E के लिए भी A को जाना है फिर A से C पर तो A से D में 3 है लेकिन A से E तक जाने के लिए C से 6 है तो कुल मिलाकर लागत 9 है इसलिए यदि आप A की तालिका को देखते हैं तो A से A की लागत 0 A से B 5 A से D 3 और A से C 2 है क्योंकि ये सीधे जुड़े हुए हैं A से E अनंत है क्योंकि E A से सीधे जुड़ा नहीं है A E के बारे में कोई जानकारी नहीं जानता है इस समय के लिए राउटर्स की स्थिति हैं t 0 इसी तरह B और C के लिए टेबल को आंकड़ा में दिखाया गया है D केवल A से जुड़ा है D जानता है कि स्वयं तक पहुंचने की लागत 0 है A तक पहुंचने की लागत 3 है क्योंकि यह सीधे जुड़ा हुआ है लेकिन किसी भी अन्य नेटवर्क या किसी अन्य राउटर में जाने की लागत अनंत है हम विज्ञापन के संदर्भ में A की तालिका को देखते हैं C से एक तालिका प्राप्त होती है C की तालिका में C से A तक 2 है C से B में 4 है C से C में 0 है C से D अनंत है और C से E तक 4 है इसलिए A को C से यह जानकारी प्राप्त होती है इसी तरह C B से आवधिक जानकारी प्राप्त करता है C B से प्राप्त डेटा पर उसी प्रकार की गतिविधि करेगा A से तालिका प्राप्त करने पर हम A से C के माध्यम से A की लागत 4 देखते हैं इसका अर्थ है कि A से C 2 है और C से A है 2 लेकिन जहाँ भी हम बेहतर होस्टिंग देखते हैं तो A से A में 0 है यह बिना किसी हॉप के A से 0 तक अपडेट होता है इसी प्रकार B तक पहुँचने के लिए C से B में प्रवेश 4 है A से C की लागत 2 और C से B है 4 लेकिन यदि C से B तक जाती है तो लागत 6 है चूंकि पुरानी तालिका का मान 5 है इसलिए यह मान 5 बनाए रखेगा इसी प्रकार C पर जा रहा है C के माध्यम से इसका मान 2 है और पुरानी तालिका का भी मान 2 है इसलिए इसे वैसा ही रखता है D के लिए C के पास कोई जानकारी नहीं है क्योंकि D सीधे जुड़ा नहीं है जैसा कि A के पास C तक पहुंचने की लागत पहले से ही है इसलिए इसे बनाए रखा जाएगा जैसा कि यह है A से E की लागत की संशोधित तालिका 6 है A की पुरानी तालिका में A से E की लागत अनंत है इसलिए यह नई तालिका के अनुसार संशोधित होगा इसलिए C से सूचना प्राप्त करने के बाद A की राउटिंग टेबल को संशोधित किया जाएगा इसी तरह यह B से भी जानकारी प्राप्त करेगा फिर से अद्यतन तालिका की तुलना बी के साथ की जाएगी यह पहले या बाद में हो सकती है फिर भी आप जो देखते हैं कि यह अंत में परिवर्तित होता है लेकिन बहुत गतिशील या कुछ विशिष्ट मामले में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो गैर वांछनीय हैं मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूं जो पहली बार इस चीज को सीख रहे हैं या वे बहुत ज्यादा इसके आदी नहीं हैं B या E आदि के लिए अद्यतन तालिका क्या होगी यह आसान है तुम कर सकते हो कुछ समस्याएं हो सकती हैं समस्याओं में से एक दो नोड अस्थिरता समस्या है मान लीजिए कि यह नेटवर्क या नेटवर्क का हिस्सा है A की तालिका में A से X की लागत 2 है क्योंकि यह सीधे जुड़ा हुआ है B की तालिका में X तक पहुंचने की लागत 6 है B D के माध्यम से X से जुड़ा है डॉट डॉट का अर्थ है कि इसमें कुछ अन्य जानकारी भी है लेकिन हम केवल इन तीन नोड्स पर विचार कर रहे हैं अब मान लीजिए कि A और X के बीच लिंक विफल है A और X के बीच कोई संबंध नहीं है Node A में A के माध्यम से X तक पहुंचने वाले अपडेट अनंत हैं हालाँकि नोड B को अभी भी अपडेट प्राप्त करना है B उस समय के दौरान A से अपडेट प्राप्त करता है यह देखता है कि हालांकि सीधे X के लिए कोई रास्ता नहीं है लेकिन A से B से होते हुए X तक का रास्ता है A की राउटिंग टेबल में A से X की लागत 2 है और A से B की लागत 4 है तो B यह गणना करता है कि यह लागत 6 के साथ X तक पहुंच सकता है अब ए की तालिका पर विचार करें यह मानता है कि यह X से B के माध्यम से 4 6 10 तक पहुंच सकता है आप भ्रमित हो सकते हैं कि केवल तीन नोड हैं फिर यह एक बड़ी समस्या क्यों है यदि आप संपूर्ण इंटरनेट पर या किसी बड़े नेटवर्क पर इस समस्या को देखते हैं तो यह समस्या बहुत जटिल हो सकती है यह समस्या तब बढ़ जाती है जब नेटवर्क इस तरह के बीकन संदेश प्राप्त करता है बाद में B की तालिका A के माध्यम से अपडेट की जाती है और इसकी प्रविष्टि 10 4 14 और इसी तरह होती जाती है यह अनंत बार होता है जिसका अर्थ है कि वे कभी एक दूसरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे इस तरह की स्थितियों को दो नोड अस्थिरता कहा जाता है तो यह एक विशिष्ट स्थिति है जो इस प्रकार के परिदृश्यों में उत्पन्न हो सकती है एक और प्रकार की समस्या हो सकती है जिसे हम तीन नोड अस्थिरता कहते हैं तीन नोड्स A B और C हैं 2 लागत से A लिंक के माध्यम से X से जुड़ा हुआ है अब हम देखते हैं कि A B और C के लिए मार्ग भेजता है C को पैकेट खो जाता है तो वहाँ एक विफलता है अब A अनंत में अपनी प्रविष्टि बनाता है और अपनी तालिका को अपडेट करता है इसी तरह B को भी अनंत मिलती है लेकिन किसी तरह C को पैकेट खो जाता है C की तालिका में प्रविष्टि X 5 A है तो इस जानकारी के आधार पर अन्य सभी नोड्स अपने टेबल को अगले दौर में अपडेट करेंगे तो B को 8 के रूप में अपडेट किया गया है B से अपडेट प्राप्त करने पर A का निष्कर्ष है कि B के साथ 8 4 12 के माध्यम से X का एक मार्ग है और यह अनंत तक बढ़ता जा रहा है यह तीन नोड अस्थिरता की एक और समस्या है ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है जब हम इस तरह की डिस्टेंस वेक्टर परिदृश्य को देखते हैं यह डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में है इस तरह यह पड़ोसियों को फुसफुसाता है एक और इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है जो पूरे नेटवर्क का ट्रैक या स्थिति रखता है इसे लिंक स्टेट राउटिंग कहा जाता है मूल दर्शन यह है कि एक लिंक स्टेट एक राउटर के इंटरफ़ेस का वर्णन है इसका मतलब है आईपी एड्रेस सबनेट मास्क नेटवर्क टाइप वगैरह इसमें पड़ोसी राउटर से कनेक्टिविटी की जानकारी भी है या दूसरे अर्थ में मैं कह सकता हूं कि यह पूरे नेटवर्क के ग्राफ को बनाए रखता है इन लिंक का संग्रह एक लिंक स्टेट डेटाबेस बनाता है राउटिंग एल्गोरिदम नेटवर्क टोपोलॉजी को निर्धारित करने के लिए लिंक स्टेट के इस सिद्धांत का उपयोग करता है दूसरे अर्थ में हर राउटर पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी का ट्रैक रखता है तो लिंक स्टेट दृष्टिकोण में प्रत्येक राउटर उन सभी राउटिंग उपकरणों की पहचान करता है जो सीधे नेटवर्क से जुड़े होते हैं आसान राउटर सीधे जुड़े नेटवर्क लिंक और इसके साथ जुड़े लागत की एक सूची का विज्ञापन करता है यह लिंक स्टेट विज्ञापनों या अन्य नेटवर्क के साथ एलएसए के आदान प्रदान के माध्यम से किया जाता है प्रत्येक राउटर LSA की सलाह देता है प्रत्येक राउटर इस विज्ञापन प्रक्रिया में वर्तमान नेटवर्क टोपोलॉजी का विवरण देने वाला एक डेटाबेस क्यों बनाता है इन विज्ञापनों को प्राप्त करने और उपयोग करने पर यह नेटवर्क टोपोलॉजी को अपडेट करता है प्रत्येक राउटर में नेटवर्क टोपोलॉजी आमतौर पर या आदर्श रूप से समान होनी चाहिए प्रत्येक राउटर टोपोलॉजी डेटाबेस में जानकारी का उपयोग प्रत्येक गंतव्य के लिए सबसे वांछनीय मार्गों की गणना करने के लिए करता है जब भी कुछ कनेक्टिविटी की जानकारी होती है तो यह इन लिंक स्टेट्स को विज्ञापन देता है इसलिए प्रत्येक राउटर सूचना देता है और नेटवर्क टोपोलॉजी को अपना बनाता है इस डेटाबेस लिंक स्टेट डेटाबेस या टोपोलॉजी का उपयोग करके यह पता चलता है कि गंतव्य नेटवर्क का इष्टतम मार्ग क्या है और इस जानकारी का उपयोग राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए किया जाता है अंत में यह राउटिंग टेबल को अपडेट करता है और बताता है कि यदि यह गंतव्य है तो यह मार्ग होगा और यह राउटर का उपयोग करने के लिए इंटरफ़ेस होगा जब कोई पैकेट आता है तो वह राउटिंग टेबल के आधार पर स्टोर और फॉरवर्ड हो जाता है तो अगर हम उसी प्रकार के नेटवर्क को देखते हैं हम देखते हैं कि मैं अपने पड़ोसियों के बारे में हर राउटर को जानकारी भेजता हूं सभी नोड्स एक दूसरे को जानकारी भेजते हैं और इस तरह राउटर एक टोपोलॉजी का गठन करता है और अपने लिंक स्टेट डेटाबेस को अपडेट करता है यह नेटवर्क टोपोलॉजी का एहसास करता है और इस टोपोलॉजी के आधार पर सबसे अच्छा रास्ता खोजता है लिंक स्टेट राउटिंग में प्रत्येक राउटर में एक विशेष समय में नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण हैं और फिर वे इस टोपोलॉजी के आधार पर कॉल लेते हैं सर्वोत्तम संभव पथ का पता लगाएं और इस राउटिंग टेबल को अपडेट करें जो पैकेट अग्रेषण के लिए उपयोग किया जाता है अगली बात लिंक स्टेट और कनेक्टिविटी के प्रकार का ज्ञान है ये राउटर्स की अलग अलग लिंक स्टेट नॉलेज हैं यह कुछ प्रकार के स्पॉट एल्गोरिथ्म का उपयोग कर सकता है लोकप्रिय एल्गोरिथ्म जैसे दिज्क्स्ट्रा एल्गोरिथ्म का उपयोग किया जा सकता है हम पहले से ही जानते हैं कि यह एल्गोरिदम कैसे काम करता है इस एल्गोरिथ्म के लिए काम करने और इष्टतम पथ या सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए हमें नेटवर्क की पूरी टोपोलॉजी की आवश्यकता है इसलिए पहले स्थानीय नोड के लिए रूट करें और फिर अस्थायी नोड पर जाएं और अगर नोड की अस्थायी सूची खाली है तो बंद करो जब तक सूची खाली नहीं होती है तब तक यह इस तरह से चल जाता है अस्थायी सूची में नोड के बीच एक नोड है जो स्थायी सूची का सबसे छोटा रास्ता है यदि यह सूची में पहले से मौजूद नहीं है तो अस्थायी सूची के अंत में प्रत्येक अप्रमाणित नोड को जोड़ें यदि पड़ोसी अस्थायी सूची में है तो बड़ी संचयी लागत का मतलब है नए के साथ बदलें यह shortest path tree बनाने का मानक तरीका है tree इस तरह दिखेगा प्रारंभ में टोपोलॉजी इस तरह है A के लिए मार्ग और अस्थायी सूची में जाना A को स्थायी रूप से सूचीबद्ध करने के लिए ले जाएँ और फिर C जोड़ें C को स्थायी सूची में ले जाएँ क्योंकि यह A से सबसे कम पथ है और इसी तरह आगे भी जारी रहेगा अंत में हम स्थिति 6 में समाप्त होते हैं जहां एल्गोरिथ्म के रुकते ही हमारी अस्थायी सूची खाली हो जाती है यह समग्र tree का पता लगाता है और इसका उपयोग राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है यह पैकेट को अगले गंतव्य तक पहुंचाने या गंतव्य तक पहुंचने के लिए अगली आशा के लिए सहायक होगा अब A की राउटिंग टेबल देखें नोड A तक पहुंचने की लागत 0 है बी 5 है सी 2 है डी 3 है और ई 6 है यह वह टेबल है जिसका निर्माण उन सूचनाओं के उपयोग से किया जा रहा है और यह अद्यतन तालिका है जिसे पैकेट अग्रेषित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है अब हम इस लिंक को रूट करते हुए सारांशित करते हैं यह पड़ोस के बारे में ज्ञान साझा करता है यह हर दूसरे राउटर के साथ टोपोलॉजी साझा करता है यह परिवर्तन होने पर टोपोलॉजी को साझा करता है लोकप्रिय लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में से एक OSPF है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यह प्रोटोकॉल तालिका को अद्यतन करने के लिए स्टेट प्रोटोकॉल में लिंक स्टेट का उपयोग करता है हम बाद में OSPF को विस्तार से देखेंगे यह लोकप्रिय प्रोटोकॉल इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है इसका उपयोग AS के भीतर या क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में इंट्रा डोमेन राउटिंग के लिए किया जाता है तो यह लिंक स्टेट राउटिंग का अनुसरण करता है इसलिए हमने डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के काम करने का व्यापक तरीका देखा है डिस्टेंस वेक्टर के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल RIP है और लिंक स्टेट के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल OSPF है इसलिए इसके साथ हम अपना व्याख्यान समाप्त करते हैं हम इस इंट्रा डोमेन के साथ अपनी चर्चा जारी रखेंगे और बाद में इस विशेष पाठ्यक्रम के व्याख्यान में इंटर डोमेन को देखेंगे धन्यवाद